मान लीजिए कि मैं स्थिर प्रवाह की स्थिति लेता हूं तो स्थानीय फ्लक्स qs h into Ts minus Tm है और वह स्थिर है ठीक है तो जिसका अर्थ है कि dTs by dx बराबर dTm by dx के बराबर होना चाहिए क्योंकि यह स्थिर है मैंने केवल इतना किया है कि मैंने x स्थिति के संबंध में पहला व्युत्पन्न लिया है तो इन दोनों के ग्रेडिएंट बराबर होने चाहिए अब अगर मैं उस स्थिति में प्लग इन करता हूं तो हम देखेंगे कि 0 बराबर minus dT by dx plus Ts minus T divided by Ts minus Tm into dTm by dx plus तो यह Tm minus T divided by T minus m divided by Ts minus Tm into dTs by dx होगा इसलिए क्योंकि मैं dTs by dx को औसत तापमान के ग्रेडिएंट से बदल सकता हूँ ताकि यह dTm by dx हो तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो आप पाएंगे कि dT बटा dx जो dTs by dx के बराबर है और वह dTs by dx n के भी बराबर है तो मैंने बस इतना किया है ki इन दोनों को क्लब किया है तो स्थानीय तापमान टर्म रद्द हो जाएगी तो आपके पास Ts माइनस Tm होगा तो आप Ts माइनस Tm से भाग देते हैं जो चला जाता है तो आपके पास यह है कि x स्थिति में स्थानीय तापमान ढाल मिश्रण कप औसत के स्थानीय तापमान ढाल के बराबर होना चाहिए और यह भी इस सतह के तापमान ढाल के बराबर होना चाहिए तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है तो हमारे पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं एक यह है कि पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में ऊष्मा परिवहन गुणांक स्थिर रहता है और इतना ही नहीं ग्रेडियेंट वास्तव में बराबर होते हैं फिर यह पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में है तो ग्रेडिएंट बराबर हैं तो यह प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का टुकड़ा है इसलिए अगर मुझे पता है कि सतह के स्थानीय तापमान को कैसे मापना है तो मैं कर चुका हूं मैं ट्यूब के अंदर तरल पदार्थ का तापमान ढाल पा सकता हूं इसलिए आमतौर पर प्रवेश क्षेत्र बहुत छोटा होता है तो कुल मिलाकर ट्यूब में एक पूरी तरह से विकसित शासन होने जा रहा है और इसलिए मुझे सतह के तापमान को देखकर ट्यूब के अंदर तरल पदार्थ के तापमान ढाल का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए तो प्रयोगात्मक रूप से मापने के लिए यह एक उत्कृष्ट विधि है तो दोस्तों इस तरह की अंतर्दृष्टि प्रयोग से प्राप्त करना बहुत मुश्किल है Solution की प्रकृति के सरल विश्लेषण को देखते हुए हम सिस्टम की एक महत्वपूर्ण property का अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि तापमान local temperature gradient x दिशा में ठीक सतह के temperature gradient के समान है स्थिर तापमान के लिए इसी प्रकार किया जा सकता है स्थिर तापमान के लिए भी इसी प्रकार किया जा सकता है तो आप देखेंगे कि dT by dx जो Ts minus Tm or Ts minus T divided by Ts minus Tm and dTm by dx है तो यह स्थिर तापमान के मामले के लिए है जहां dT बटा dx 0 है इसलिए यदि यह स्थिर तापमान है तो दीवार में temperature gradient 0 है और हम देखेंगे कि dT by dx Ts minus T by Ts minus Tm into dTm by dx होगा यह निश्चित रूप से रेडियल स्थिति का कार्य है हाँ यह अक्षीय स्थिति का कार्य है हाँ या ना है या नहीं यह नहीं है यह आयामहीन तापमान है dTm द्वारा तो यह वास्तव में अक्षीय स्थिति का एक कार्य हो सकता है क्योंकि यद्यपि आपके यहाँ एक आयामहीन तापमान है हम ढाल dTm by dx के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो dTm बटा dx सिद्धांत रूप में x का फलन हो सकता है तो अब असली अभ्यास एक बार जब हम इसे जान लेते हैं तो असली अभ्यास यह पता लगाना है कि कप मिक्सिंग तापमान क्या है तो क्या हम कप मिश्रण तापमान ज्ञात कर सकते हैं तो अगर हम x दिशा में कप मिश्रण तापमान प्रोफ़ाइल पाते हैं तो हम सभी गैरी समीकरणों को हल किए बिना बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं ठीक है तो हम क्या करने जा रहे हैं अगला अभ्यास यह पता लगाना है कि कप मिश्रण तापमान का अनुमान लगाने की विधि क्या है तो हम जो लिखने जा रहे हैं क्या हम कप मिक्सिंग तापमान Tm के आकलन के लिए एक संतुलन ऊर्जा संतुलन लिखने जा रहे हैं तो यह बहुत हद तक उस संग्रह के समान है जिसके बारे में मैंने चालन के दौरान बात की थी इसलिए यदि आपके पास पूर्ण तापमान प्रोफ़ाइल है तो हम वास्तव में रेडियल दिशा में एकीकृत कर सकते हैं और आपको वास्तव में समान ऊर्जा संतुलन प्राप्त होगा और इसे ठीक से आज़माना एक अच्छा अभ्यास है तो मान लीजिए कि मैं एक ट्यूब लेता हूं यह dx है और यदि उस स्थान पर मिक्सिंग कप का तापमान Tm है और यह ™ x dx है तो यह x है ठीक है और यदि द्रव्यमान प्रवाह m बिंदु है और यदि खोई हुई चोटी की मात्रा dq convection है तो यह सतह से खो जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा है तो ऊष्मा संतुलन क्या है इस स्थान पर इस खोल में जो भी ऊष्मा आ रही है वह उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि एक छोर के साथ साथ खोल के दूसरे छोर से जो भी निकल रही है तो यह dq convection होना चाहिए और साथ ही ऊर्जा की मात्रा क्या है जो वास्तव में इस स्थान को छोड़ रही है स्थान हाँ m बिंदु है तो mdot Cp into Tm right at x plus dx minus mdot Cp Tm fx equal to 0 के बराबर होगा तो यह ऊष्मा की कुल मात्रा है जो वास्तव में इसमें प्रवेश कर रही है और इस स्थान को छोड़ रही है तो यहाँ से क्या संकेत सही है यह ठीक है इसके बारे में क्या इसके के बारे में क्या यहां चालन होगा यह समग्र संतुलन है सही यहां चालन का हिसाब लगाया जाता है यह नहीं है बहुत सावधान रहें यह मिक्सिंग कप तापमान है सही अब जब आप चालन लिखना चाहते हैं तो हमें स्थानीय तापमान लिखना होगा तो यहाँ हमने सब कुछ संग्रह कर दिया है मुझे लगता है कि चालन यह है यह z दिशा में होता है ठीक है लेकिन जो भी ऊष्मा आती है वह सब कुछ संचय की कुल मात्रा में गिना जाता है यह ऊष्मा की मात्रा है जो तरल द्वारा लाई गई ऊष्मा की शुद्ध मात्रा को वहन करती है अब इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है कि डिफ्यूसिव क्या है कंडक्शन टर्म क्या है और कन्वेक्शन टर्म क्या है इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य संतुलन है तो यहाँ से तो dq संवहन क्या है इसलिए यदि ऊष्मा परिवहन का फ्लक्स q डबल डैश है तो हम नहीं जानते कि यह स्थिर फ्लक्स है या नहीं तो इसे सामान्य फ्लक्स qs कहें यह x गुणा परिधि गुणा dx की स्थिति हो सकती है तो वह संवहन है तो इसलिए आप इसे प्लग इन करें हम qs डबल प्राइम देखेंगे ठीक है इसलिए मैं इसे mdot Cp into dTm by dx में फिर से लिख सकता हूं जो कि minus qs into P के बराबर होना चाहिए तो मैं qs को कैसे परिभाषित करूं qs क्या है यदि यह एक स्थिर प्रवाह है तो यह पहले मामले के लिए स्थिर है यह एक स्थिर प्रवाह है तो यह स्थिर है यदि यह स्थिर तापमान है तो qs को कुछ ताप परिवहन गुणांक multiplied by Ts minus ™ द्वारा दिया जाता है तो मैं इसे प्लग इन कर सकता हूं तो यह mdot Cp into dT m by dx होगा जो कि h के बराबर है जो Ts minus Tm into P है आपको तापमान प्रवणता की आवश्यकता है jo फ्लक्स न्यूटन के शीतलन प्रवाह का नियम Newton's law of cooling फ्लक्स ऊष्मा परिवहन गुणांक गुणा सतह के तापमान minus जो भी संदर्भ तापमान है के बराबर होगा तो हमारी समस्या के लिए एक संदर्भ तापमान कप मिश्रण तापमान cup mixing temperature है तो वह संदर्भ तापमान है हाँ यह क्रॉस सेक्शनल औसत है Tm क्रॉस सेक्शनल औसत है तो यह एक weighted क्रॉस सेक्शनल औसत है यह अभी भी एक क्रॉस सेक्शनल औसत है हमें वेग को ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं तो तुम चाहते हो तो लेना ही पड़ेगा हाँ किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन में आपके पास एक वेग प्रोफ़ाइल है यह एक सपाट वेग प्रोफ़ाइल नहीं है आपके पास एक पैराबोलिक वेग प्रोफ़ाइल है इसलिए आपको ऊर्जा की मात्रा पर वेग के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और यही कारण है कि Tm स्थानीय वेग और किसी भी क्रॉस सेक्शन में तरल पदार्थ में स्थानीय तापमान के लिए भी जिम्मेदार होगा यह एक क्रॉस सेक्शनल भारित औसत है जो कि वेग की रूपरेखा के साथ भारित है तो मान लीजिए कि मैं स्थिर प्रवाह मामले लेता हूं तो dTm by dx minus qs prime P by m dot Cp के बराबर होगा अगर मुझे यह पता है और अगर यह स्थिर प्रवाह है तो प्रवाह एक मापने योग्य मात्रा है तो मुझे पता है कि qs क्या है मुझे पता है कि P क्या है मुझे पता है कि mdot और Cp क्या है तो मुझे तापमान प्रोफ़ाइल खोजने में सक्षम होना चाहिए तो मैं पता लगा सकता हूं कि क्या है जाहिर है रैखिक आप इसे देख सकते हैं अब यह एक स्थिर तापमान का मामला है मैं अभी भी इस समीकरण को हल कर सकता हूं तो यह mdot Cp into dTm by dx बराबर ताप परिवहन गुणांक into Ts minus ™ है तो अब यहाँ मिश्रण कप तापमान ऊष्मा परिवहन गुणांक का एक कार्य होने जा रहा है अस्थायी मिश्रण कप तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा minus sign into T जो कि P होना चाहिए तो यह ऊष्मा परिवहन गुणांक का एक फंक्शन होगा साथ ही हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब आपके पास स्थिर प्रवाह होता है तो तापमान प्रोफ़ाइल पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में रैखिक रूप से भिन्न होने वाली है जबकि स्थिर तापमान के मामले में यह एक घातीय प्रोफ़ाइल होने जा रही है तो कोई वास्तव में स्थिर प्रवाह मामले के लिए तापमान प्रोफ़ाइल खींच सकता है तो याद रखें कि हमने कहा था कि स्थिर प्रवाह मामले के लिए dTm by dx dTs by dx के बराबर है जो कि पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में dT by dx के बराबर है इसलिए कुछ समय पहले हमने जो डेरिवेटिव लिया था उसे याद रखें तो वहाँ हमने स्पष्ट रूप से दिखाया कि एक स्थिर प्रवाह मामले के लिए मिश्रण कप तापमान का ढाल सतह के तापमान के ढाल और पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में स्थानीय तापमान के बराबर है यदि यह मिक्सिंग कप तापमान का तापमान प्रोफ़ाइल है और यह सतह का तापमान होगा तो वह सतह का तापमान होगा तो सतह के तापमान ढाल surface temperature gradient यह पूरी तरह से विकसित क्षेत्र है तो सतह के तापमान ढाल और मिश्रण कप तापमान ढाल पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में समान हैं जबकि वे प्रवेश क्षेत्र में समान नहीं हैं ठीक है तो वास्तव में यही कारण है कि प्रवेश क्षेत्र में ऊष्मा परिवहन गुणांक वास्तव में काफी अधिक है याद रखें कि हम ऊष्मा परिवहन गुणांक versus x का यह प्लॉट करते हैं जहां आपके पास पूरी तरह से विकसित क्षेत्र में स्थिर ताप परिवहन गुणांक होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेडियेंट बराबर होते हैं और मिश्रण कप तापमान रैखिक होता है इसलिए जब आपके पास स्थिर प्रवाह की स्थिति होती है तो ढाल स्थिर होती है और इसलिए द्रव की चालकता के गुणों के दिए गए सेट के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक स्थिर रहना पड़ता है जबकि प्रवेश क्षेत्र में ढाल बहुत छोटा होता है और इसलिए ऊष्मा परिवहन गुणांक बहुत बड़ा होना चाहिए नहीं यदि आपके पास है तो हमारे पास हमेशा उल्टा हो सकता है इसलिए हमने यह मानकर चर्चा शुरू की कि तरल पदार्थ के बाहर से अंदर तक ऊष्मा का परिवहन होता है आप हमेशा उल्टा कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोफाइल अलग होंगे हाँ निश्चित रूप से क्योंकि हमने जो संतुलन लिखा है वह पूरी ट्यूब के लिए है जो 0 से L तक जा रहा है यह इस बात से स्वतंत्र है कि आपके पास पूरी तरह से विकसित क्षेत्र या प्रवेश क्षेत्र है यह संतुलन ट्यूब में हर जगह मान्य है तो यह हर जगह रैखिक है लेकिन सतह का तापमान हर जगह रैखिक नहीं है ऐसा क्यों है सही है क्योंकि द्रव अब ऐसा है मिक्सिंग कप का तापमान अब दीवार के तापमान के साथ पकड़ बना रहा है तो दीवार का तापमान अधिक है यह पकड़ बनाने जा रहा है सही नहीं लेकिन यह स्थिर प्रवाह है ध्यान रखें कि यह स्थिर प्रवाह है स्थिर तापमान नहीं है आप पहले से ही ऊष्मा की स्थिर मात्रा को हटा रहे हैं तो दीवार का तापमान वह है जो वास्तविक स्थिति के साथ भिन्न हो सकता है चाहे आप आपूर्ति कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Ts Tm से अधिक है या Tm Ts से अधिक है आपके पास बिल्कुल समान व्यवहार होगा सिवाय इसके कि प्रोफाइल थोड़ा सा अलग होने वाला है तो Tm Ts से अधिक होने वाला है यदि आप वास्तव में तरल पदार्थ से ऊष्मा निकाल रहे हैं यदि आप वास्तव में ऊष्मा की आपूर्ति कर रहे हैं तब यह प्रोफ़ाइल Tm से ऊपर होगी बस इतना ही फर्क है अब तक कोई सवाल याद रखें कि हमने अभी भी पूर्ण प्रोफ़ाइल को हल नहीं किया है तो तापमान की पूरी रूपरेखा को हल किए बिना हम ऊष्मा परिवहन गुणांक की प्रकृति सतह के तापमान जैसी कुछ अवलोकन योग्य मात्राओं की प्रकृति क्या है और वास्तव में हम बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम हैं समीकरण को हल किए बिना वास्तविक तापमान प्रोफ़ाइल के कुछ गुणों को बताने में सक्षम हैं हम अगले व्याख्यान में समीकरणों को हल करने पर आएंगे